कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी में व्याख्यानों की श्रंखला में वापस से स्वागत है तो हम दूसरे सप्ताह में हैं और आज हम शुरुआत करेंगे दूसरे सप्ताह के व्याख्यान दो से तो इस व्याख्यान का प्रयोजन क्षेत्र अधिकतर एक कोशिका संवर्धन सुविधा के विन्यास और प्रारूप होंगे तो जैसा कि आप पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विन्यासो और प्रारूपों पर जाते हैं वहां पर कुछ प्रमुख लक्षण गुण हैं जिन्हें चिन्हांकित किया जाएगा तो आज के व्याख्यान में मैं विभिन्न वित्तीय बाधाओं के तहत और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोशिका संवर्धन सुविधाओं की स्थापना के अपने व्यक्तिगत अनुभव से विशेष रुप से बात करूंगा तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए हम किस स्तर की सुविधा के लिए तत्पर हैं उद्देश्य क्या है और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं जैसा आप जानते हो कि कितना बड़ा या कितना छोटा उद्देश्य क्या है उदाहरण के लिए कहें आपको यह बताने के लिए यदि हम अथवा यदि आप एक प्रयोगशाला में एक सुविधा स्थापित कर रहे हैं जो कि कहें कोशिका जैविकी पर कार्य कर रही है यह आप जानते हो कुछ जैसे कि परिवर्धन जैविकी या कुछ और आप एक छोटी कोशिका संवर्धन सुविधा चाहते हैं जरूरतें अलग होंगी अगर इससे तुलना करें उदाहरण के लिए कहे यदि एक बायोसेंसर प्रयोगशाला जिसमें आप केवल कोशिका का उपयोग करते हैं मात्र किसी एक तरह की कोशिका की परवरिश करना इसे किसी तरह के सेंसर उपकरण पर रखने के लिए यकीनन कोशिका आधारित बायोसेंसर के बारे में मैं बात कर रहा हूं तब आप की आवश्यकताएं कुछ अलग तरह की होंगी इसी प्रकार यदि यह एक ऊतक अभियांत्रिकी प्रयोगशाला है जहां कि कोशिका ऊतक अंतःक्रिया का सामग्रियों के साथ परीक्षण किया जा रहा है वापस से आवश्यकताएं अलग प्रकार की होंगी फिर भी यदि आप एक रसायन विज्ञान विभाग से हो जो कि संवीक्षा करना चाहता है विभिन्न प्रकार के प्रतिदीप्त अणुओं की विभिन्न प्रकार के एंटी कैंसर औषधियों की एक अलग प्रकार के नए तैयार किए गए योगिक की आपकी आवश्यकताएं अलग होंगी तो आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए कहे इसलिए मुझे इन बिंदुओं को संक्षेप में बताने दे ठीक तो हम दूसरे सप्ताह के व्याख्यान दो में हैं तो डब्लू 2 एल 2 W 2 L 2 और जैसे कि आज हम जो काम कर रहे हैं विन्यास और प्रारूपों पर कोशिका संवर्धन सुविधा के विन्यास और प्रारूप तो अब मैंने आपको बताया कि वहां पर विभिन्न प्रकार की आप जानते हो सुविधा उदाहरण के लिए कहें मुख्य प्रकार के उद्देश्य क्या हैं तो एक हमने इसके बारे में बात की यदि यह कोई कोशिका जैविकी प्रयोगशाला है और यह एक सुविधा चाहती है जिसके प्रमुख कार्य कोशिका जैविकी के हैं या हमारी परिवर्धन जैविकी की प्रयोगशाला और मैं बाद में आऊंगा विनिर्देश क्या है उदाहरण के लिए कहें एक प्रयोगशाला जो कोशिका आधारित बायोसेंसर पर काम कर रही हैं या एक प्रयोगशाला जो कोशिका ऊतक प्रौद्योगिकी अथवा रसायन जैविकी प्रयोगशाला पर जहां अनिवार्य रूप से विचार है विभिन्न औषधीय अणुओं के अनुवीक्षण का कोशिका की कोशिका के साथ अंतःक्रिया का अथवा ना केवल विभिन्न औषधि अणु का कहे तो प्रतिदीप्त अणुओं का इसी प्रकार से कोशिका ऊतक प्रौद्योगिकी का प्रमुख प्रयोजन क्षेत्र कोशिका ऊतक पदार्थ की अंतःक्रिया है कोशिका आधारित बायोसेंसर अधिकतर बायोसेंसर तत्व जैसे कोशिकीय घटक है उसी तरह से कोशिका और परिवर्धन जैविकी यदि वे कोशिका संवर्धन सुविधा को रखना चाहते हैं तो कुछ है आप जानते हो सेल लाइंस का नियमित रखरखाव और वापस से यह निर्भर करता है कि आप किस तरह की डिप्लोमा बायोलॉजी कर रहे हैं आपके पास इन विवो हो सकता है जहां की आप विशेष रुप से प्राणियों और ऊतक विज्ञान के साथ कार्य कर रहे हैं अथवा आपके पास एक इन विट्रो परिवर्धन जैविकी है जहां की आप अलग हुई कोशिकाओं के साथ सभी कुछ प्रणाली के बाहर कर रहे हैं तब निश्चित रूप से सेल लाइंस एवं प्राइमरी कल्चर मैं बाद में वापस आऊंगा कि इसका क्या मतलब है और वाकई में कोशिका जैविकी के एक बिंदु में वहां आप अलग प्रकार की सेल लाइंस और सभी चीजों के साथ कार्य कर रहे हैं तो मेरा मतलब है कि यह सूची आगे बढ़ सकती है आप क्या सब कुछ कर सकते हो इसी प्रकार से वहां पर एक पांचवा समूह है जो प्रमुखता से स्वयं ही कोशिका संवर्धन प्रणालियों को विकसित करने का काम करता है यह वह प्रयोगशाला हैं जो कि प्रमुखता से मीडियम विकसित करने का काम करती हैं बेशक कोशिका संवर्धन के लिए मीडियम का वे सबस्ट्रेट विकास का काम करते हैं सबस्ट्रेट कोशिकाओं को विकसित करने के लिए यह सभी हैं उसके लिए फिर वह एक अलग प्रकार की या हमेशा ऐसे रखते हैं वहां एक और उभरता हुआ क्षेत्र है जहां की एक एम ई एम एस का क्षेत्र है कोशिका आधारित एम ई एम एस संरचना यहां एम ई एम एस का अभिप्राय माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम से है ठीक तो वहां पर कोशिका आधारित जैव एम ई एम एस संरचनाएं हैं जिनका विकास किया गया है उदाहरण के लिए कहें इतिहास कुछ इस तरह से वापस चलता है जैसे की चीजें जैसे मुहिम या प्रकोष्ठ इस पर बाद में वापस आएँगे वह कौन से विभिन्न पहलू हैं जैसे किसी प्रकार से आप जानते हो संशोधित 1 सेकंड मुहिम या प्रकोष्ठ एवं कई अन्य सारी चीजें जैसे कि लोग बायो रोबोटिक्स पर काम करते हैं और वे सभी क्षेत्र तो पहली और सबसे आवश्यक चीज जिसे की समझना चाहिए है उद्देश्य क्या है क्योंकि वहां पर कई अवरोध हैं क्या अवरोध हैं व्यक्ति का किस से सामना होता है तो पहले उद्देश्य क्या है और आशय क्या है तो चलिए हम सभी प्रकार्यों को सही से करें कौन से प्रकार्य हैं जिन्हें की समझना महत्वपूर्ण है तो प्रमुख है उद्देश्य या प्रयोजन तो हम प्रयोजन के बारे में पिछली स्लाइड में पहले ही चर्चा कर चुके हैं आप समझ सकते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रयोजन हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कि आपका प्रयोजन क्या है आप वास्तव में किस तरह की प्रयोगशाला चाहते थे प्रयोजन के बाद आते हैं अवरोध अवरोध क्या हैं सबसे पहला अवरोध जो कि हम पूरी दुनिया में पाते हैं एक एक सार्वजनिक अवरोध एक तथ्य के संदर्भ में कि चाहे आपके पास पूंजी हो चाहे आपके पास पूंजी नहीं हो कितनी सारी पूंजी क्या रिक्त स्थान रिक्त स्थान पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा अवरोध है जैसे कि यदि आप जगहों पर जाते हो जैसे एक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मैरीलैंड बेहतर सामान आप हैरान हो जाओगे जैसे आप जानते हो आपने कार्यालय के क्यूबिकल देखे हैं आपने अधिकतर कभी देखा होगा या अन्य छोटे कार्यालय के क्यूबिकल यह लगभग उतना ही है जितना आपको एक कोशिका संवर्धन सुविधा के लिए मिलता है और वहां लोग क्रोधित हो जाएंगे आप जानते हो तीन या चार समूहों उन सुविधाओं के आपस में सहभागी होते हैं तो पूरे विश्व में यह बहुत ही आलोचनात्मक है क्योंकि एक रिक्त स्थान पाना सभी के साथ निर्दिष्ट स्थान पाना जैसे कि आप समझते हो निर्वात प्रणालिया और वह सभी चीजें इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको कुछ विशेष चीजें चाहिए यदि आप कुछ अधिक करना चाहते हो कुछ ज्यादा जटिल तो रिक्त स्थान एक सबसे बड़ा अवरोध है और अगला अवरोध है यदि आपका रिक्त स्थान अवरुद्ध है इसके स्थान प्रबंधन के संबंध में और यही है जहां सभी प्रारूप विन्यास स्थान प्रबंधन में बहुत ही काम आते हैं यह बहुत ही नाजुक है क्योंकि सर्वप्रथम आप रिक्त स्थान से अवरुद्ध हो तो मुझे यह रिक्त स्थान अवरोध इस तरह से रखने दें और तब आपको नियंत्रित करना होगा रिक्त स्थान और यदि आप बात करते हैं स्थान प्रबंधन की तब हमें चर्चा करनी होगी किस प्रकार के उपकरण होंगे या उपकरणों के आकार जो आपको चाहिए उन स्थान अवरोध के लिए बिंदु 2 हम दोबारा से यहां स्थान अवरोध पर वापस से आएँगे बिंदु 3 आपके वित्तीय अवरोध हैं क्योंकि जब कभी आप एक प्रयोगशाला स्थापित करते हो आपके पास सदैव एक वित्तीय अवरोध और इष्टतमीकरण होंगे ही तो यह तीर अब मैं दोबारा कर रहा हूं वह तीर एक स्थान और एक वित्त इन सभी का बहुत सफाई से इष्टतमीकरण होना चाहिए और कब आता है आपके उद्देश्यों के आधार पर वह क्या उद्देश्य हैं जिन्हें आपने अपने लिए तैयार किया है आपको निर्णय लेना होगा कि किस जटिलता के स्तर को आप पाना चाहते हो इसका क्या मतलब है उदाहरण के लिए कहें आप की प्रयोगशाला नियमित रूप से एक विशिष्ट सेल लाइन की देखरेख करती हैं मैं सेल लाइन के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं ठीक पहले सप्ताह में और इनकी देखरेख करना आपकी नियमित जिम्मेदारी है और आप उन्हें हफ्ते 10 हफ्ते पथ प्रदान करते जाते हो उनका उप संवर्धन और उनका विकास करना एवं तब आप उन्हें केवल लेते हो और अपने प्रयोग करते हो आपको इस उद्देश्य के लिए शायद एक बहुत ऊंचे दर्जे के सूक्ष्मदर्शी को रखने की आवश्यकता ना हो और तब आपको केवल कोशिकाओं का निरीक्षण करना होगा जो ठीक पर कार्य कर रही है यदि वह उद्देश्य हैं तब आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के सूक्ष्मदर्शी पर पैसा खर्च करने नहीं जा रहे हों ठीक दूसरी तरफ यदि आप की प्रयोगशाला कोशिका जैविकी पर बहुत अधिक कार्य करती है और वह पूरी तरह से निर्भर करता है आपके कोशिका संवर्धन पर और तब आपको शायद एक बहुत ही उच्च दर्जे के सूक्ष्मदर्शी सुविधा की आवश्यकता होगी और तब आप एक सूक्ष्मदर्शी सुविधा को रखने की तरजीह दे सकते है और तब उस स्थिति में अपनी वर्किंग बेंच के बराबर में तो यह निर्णय बहुत ही नाज़ुक हैं जब तक आप बहुत अधिक आश्वस्त नहीं हैं कि प्रयोजन क्या है और उद्देश्य क्या है एवं प्रयोजन और उद्देश्य को जोड़ते हुए क्या वहां कोई और चीज है जो कि विस्तार की योजना में आती है अगले 10 सालों में क्योंकि जब तक आपके पास एक बहुत स्पष्ट योजना नहीं है तो आप कुछ इस तरह से अन्वेषण करेंगे या उदाहरण के लिए कहें आप बहुत स्पष्ट नहीं हैं मान लें आपकी नई फैकेल्टी कुछ शुरू कर रही है आप बहुत स्पष्ट नहीं है मैं यहां पर यह कर सकता हूं मेरा मतलब कि यह हम सभी के साथ होता है ठीक आप जानते हो जब मैंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की मुझे अभी भी याद है और दरअसल में जब मैने अपने नियोक्ताओं को दावत दी मैंने हमेशा उन्हें यह साधारण चीज कही कि इस समय पर मैं यह सब नहीं जानता मैं चाहूंगा कि आप सब इस स्थान का अन्वेषण करें तो आप क्या करते हैं आप पूरे स्थान का उपयोग नहीं करते हैं आप कहीं ना कहीं इस विचार को समाविष्ट करते हैं या अन्य यह ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन इसमें एक मध्यवर्ती क्षेत्र होना चाहिए तो कल कहे तो 5 साल बाद जब आप स्थान की छानबीन करते हो और मैं यह करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास जगह कहां है क्योंकि मेरे पास तो यह सभी बड़े भीमकाय सामान और जिसने सभी कुछ घेर रखा है वह नहीं होना चाहिए वह दूरदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब बढ़ें हमारी इच्छा बदल जाती है हमारी वैज्ञानिक समस्याएं हमें क्षेत्रों का अन्वेषण करने की मांग करती हैं आप यह कैसे करते हैं तो जो आपको उस महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था वह दोनों हैं यह आपके स्थान प्रबंधन की एक प्रत्यक्ष कार्यकी है साथ ही साथ आपके उस बिंदु पर वित्तीय प्रबंधन यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने अन्य एक शब्द का प्रयोग किया हम भूल जाएं इससे पहले मैं बनाए रखना भूल जाता हूं और यह है मैं मानता हूं हम सभी को दिमाग में रखना चाहिए भविष्य में विस्तार के लिए मध्यवर्ती स्थान बनाए रखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जब तक की आपके पास वह मध्यवर्ती स्थान आपको पता चलेगा कि वह आप महसूस करते हैं जैसे मेरे पास होना ही चाहिए था आप जानते हो जगह बचा के रखनी थी मैं इसे बाद में भी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं आप किस स्तर की जटिलता को पाना चाहते हैं और वह क्या है आपके विस्तार के लिए परियोजनाएं क्या हैं अगली चीज यदि मैं इसे इस तरह से रख दूं अगली महत्वपूर्ण चीज है कि जैव सुरक्षा का स्तर क्या है क्या हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं वास्तव में उद्देश्य के अंतर्गत आता है शुरुआती चरण में वापस से जैव सुरक्षा इसका क्या मतलब है तो इससे पहले कि मैं इसमें जाऊं तो यह वाकई में है एक बहुत प्रत्यक्ष पहलू तो उदाहरण के लिए कहे मैं एक बहुत ही जानलेवा विषाणु के साथ कार्य करना चाह रहा हूं जो कहलाता है इबोला जो कि एक जैवआतंकी अभिकर्ता है अथवा मारबर्ग वायरस के साथ काम करना नर्क है मेरा मतलब यह कुछ ऐसा है यदि मैं गलत नहीं हूं वहां पर मुट्ठी भर प्रयोगशाला हैं शायद पूरी दुनिया में वहां तीन से चार प्रयोगशाला ही होंगी जो कि उस स्तर को संभाल सकते हैं अथवा आप एक बहुत ही जानलेवा तपेदिक के स्ट्रेन के साथ काम करना चाहते हो जो कि भारत में बहुत ही सार्वजनिक है क्या हम इस बवाल में पढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि व्यक्ति उपयोगकर्ता मान लें मैं इसका उपयोग कर रहा हूं तो सर्वप्रथम मैं अपने आप को एक जोखिम में डाल रहा हूं शायद मैं आप जानते हो संक्रमित हो जाऊं अन्य व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उन्हें संक्रमण हो जाए एवं केवल वही नहीं और यदि हम इसे नहीं संभाल पाते तब पूरा क्षेत्र पूरे समुदाय को संक्रमण हो जाएगा और यह बहुत ही जानलेवा सामग्री है तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की शक्ति जब मैं प्रयोजन की बात करता हूं यदि हमें याद हो प्रयोजन वहां पर आप किस चीज पर काम कर रहे हैं तो अब मैं कुछ और बिंदु जोड़ता हूं क्या आप इस पर काम कर रहे हैं कहें तो अब मैं कुछ और बिंदु जोड़ रहा हूं वहां पर कहें एक यह है तब क्या आप संक्रमण जैविकी पर कार्य कर रहे हैं क्या आप विषाणु विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं संक्रमण जैविकी विषाणु विज्ञान तो वह हमें जैव सुरक्षा के स्तर के बिंदु पर लाती हैं इसके विपरीत यदि आप एक प्रकार की नियमित सेल लाइंस का उपयोग कर रहे हैं यह वास्तव में मायने नहीं रखता मैं जानता हूं मेरा मतलब कोई भी वास्तव में परवाह नहीं करता मैं दावे के साथ कहता हूं पूर्णतया ठीक है अथवा कुछ प्रकार के इस्तेमाल करना आप जानते हो कुछ स्पष्ट पदार्थ जो कि सीधे जैविक प्रणाली से उत्पन्न होते हैं आप की प्रणाली से इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तब आता है दूसरा रोचक पहलू क्योंकि हम एक उसके युग में जी रहे हैं तो कोशिका जैविकी अनुभाग परिवर्धन जैविकी अनुभाग मे वहां तक जोड़ें क्या हम ट्रांसजेनिक्स पर काम कर रहे हैं क्या यह डीएनए ट्रांसफर को शामिल करता है क्या आप नॉकआउटस पर काम कर रहे हैं क्या आरएनए पर काम कर रहे हैं तो उसमें अलग स्तर की सावधानियों की आवश्यकता है जिन्हें लेना ही पड़ेगा क्योंकि ठीक उस क्षण से जब आप डीएनए सामग्रियों को संचालित करते हैं अथवा किसी प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ को वहां पर कुछ नियम है और कानून है या उन जगहों के कानून जहां कहीं भी आप जाते हो चाहे आप भारत में थे चाहे आप विदेश में हैं किसी देश में हर एक पुराने देश के अपने सख्त नियम हैं बहुत ही कठोर तो व्यक्ति को उन नियमों और अधिनियमों के बारे में पहले से पता होना चाहिए अथवा अपने प्रारूप को बनाने के भी बहुत पहले से तो आप जानते हो मैं यह करना चाहता हूं और तब आप महसूस करते हो की उस विशिष्ट इमारत में आपके पास वास्तव में सही प्रकार का एग्जास्ट नहीं है अथवा आपके पास इमारत में जाने का एक सही प्रकार का रास्ता आपके पास एक सही भागने का अथवा पलायन का रास्ता नहीं है और आप चाहते हो एक सुविधा को चलाना किस प्रकार से लोगों को खतरे में डाल के तो यह बहुत ही नाजुक है असाधारण रूप से जोखिम भरा और आपको बहुत ही स्पष्ट होना होगा कि मेरी क्या जरूरत है क्योंकि आप ऐसे प्रणालियों के संपर्क में हैं जो ना केवल आपके लिए खतरनाक है दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है जब तक कि आप विश्वस्त नहीं है जब तक कि आप अपने विचार में स्पष्ट नहीं है आपको इसे बनाना नहीं चाहिए सबसे पहले इस पर विचार करें इसीलिए मैं इस बिंदु पर टिप्पणी कर रहा हूं उद्देश्य क्या है और या बिंदु हैं जो कि पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे लेकिन जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में जाते हैं Refer Time2351 कोई भी पाठ्य पुस्तक ले मेरा मतलब है की वे इन चीजों को झाड़ के एक किनारे कर देती हैं जहां पर व्यवहारिक वास्तविकता यह है जब आप काम पर लगते हैं तब आप इन चीजों को जान पाते हैं जब आपको एक प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी तब वह कहें अरे नहीं आप यह नहीं कर सकते अरे नहीं इसकी इजाजत नहीं है अथवा इस इमारत में हम यह नहीं कर सकते हैं और मैं उनके इस बिंदु को पूरी तरह से समझता हूं क्योंकि दरअसल में कुछ इमारतें उस प्रयोजन के लिए बनी ही नहीं होती हैं इन चीजों को आपके अपने दिमाग में पूरी स्पष्टता के साथ रखना चाहिए कौन सी क्योंकि उस आधार पर हमारे पास यह स्तर हैं जो कि कहलाते हैं जैव सुरक्षा स्तर 1 जैव सुरक्षा स्तर 2जैव सुरक्षा स्तर 3 जैव सुरक्षा स्तर 4 और उन लोगों के लिए जो थोड़े जिज्ञासु हैं इन खतरों के बारे में और सीखने के लिए उन्हें एक बहुत ही अच्छी किताब हॉट जोन पढ़नी चाहिए यदि आप इसे ऑनलाइन खोज पाएं अथवा मैं कोशिश करूंगा आप जानते हैं यदि कुछ लोग नहीं कर पाते वह मुझसे संपर्क करें यदि मेरे पास एक ई प्रति होगी तो मैं इसे प्रेषित करूंगा आपको यह किताब पढ़नी चाहिए यह विषाणु के विषय में एक बहुत ही रोचक किताब है जानलेवा विषाणु बच कर निकल जाते हैं और किस प्रकार से वह हमारे जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है ठीक तो अगला है जैव सुरक्षा स्तर आपको बहुत ही आलोचनात्मक होना पड़ेगा और इसमें वास्तव में मैंने पहले से ही जिक्र किया आपको बहुत स्पष्ट होना होगा कि क्या आप डीएनए के साथ कार्य कर रहे हैं क्या आप जैसा जानते हैं अन्य प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पर काम कर रहे हैं और इन्हीं जैसे इत्यादि तब आपको महसूस करना होगा उस उद्देश्य की रेखा मे क्या मैं जीवित जंतुओं का उपयोग करने जा रहा हूं अन्य शब्दों में कहें उदाहरण के लिए मैं प्राइमरी कल्चर पर कार्य करना चाहता था तो प्राइमरी कल्चर अनिवार्य रूप से हैं जब संवर्धित करने के लिए आप सीधे तौर पर जीवित जंतु से प्राप्त किए गए ऊतक को लेते हैं आपको जंतु को मारना पड़ता है अथवा यदि ऊतक है मात्र त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा तब आप जानते हो आप उस जंतु को आवश्यक प्राथमिक उपचार दे सकते हो और आप जानते हो जंतु को स्वास्थ्य लाभ कराना एक ऊतक को लेकर और आप जानते हो जंतु को आवश्यक प्राथमिक उपचार दें और आप जानते हो यह करना अच्छा है अथवा जंतु का बलिदान करना चाहते हो अब यदि आप जंतु का बलिदान करना चाहते हो और आप जंतु के शरीर से ऊतक को बाहर खींच लेना चाहते हो इसके लिए अलग प्रकार की सुविधा आलंबन की जरूरत होगी क्योंकि जब हम जंतु के बलिदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से हम किस बारे में बात कर रहे हैं यदि आपके पास एक जंतु बलिदान की सुविधा है ठीक ना केवल वह जैविकअपशिष्ट जो कि निकल रहे हैं सर्वप्रथम किसी जंतु का बलिदान एक मानवीय तरीके से करना चाहिए एक नैतिक तरीके से यह एक अंतर्निहित शर्त है तो पहले आप किस तरह से जंतु को मार रहे हैं यहां पर गहराई से बात करेंगे और अलग तरीकों से भी तो तब आप कितनों को मारना चाहते थे तब एक बार जब आप अपनी जरूरत के ऊतक को बाहर निकाल लेते हैं आप किस प्रकार से जंतु का त्याज्य करते हैं आप कहां इसे जमीन में गाड़ते हैं अथवा कहां आप जानते हैं इसे अपघटित होने के लिए छोड़ते हैं यह सब बहुत ही नैतिक और बहुत ही मानवीय पहलू हैं जिन्हें की व्यक्ति को बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए और वास्तव में इसे कैसे करना चाहते हैं क्योंकि तब वहां पूरी दुनिया में हर एक संस्थान मान्यता प्राप्त संस्थानों के पास एनिमल एथिक्स कमेटियां है तब आपको नैतिक मंजूरी लेनी पड़ेगी आपको समझना चाहिए कि कौन से सभी नैतिक मंजूरी की जानकारी हमें होनी चाहिए कुछ जंतुओं को छोड़कर जैसा आप जानते हो मछलियों के साथ बिना किसी नैतिक मंजूरी के यह काम कर सकते हैं और वहां पर कुछ निचले जंतु हैं जिनके साथ आप कार्य कर सकते हैं संभवतः ड्रोसोफिला और वे सभी छोटी प्रणालियां जहां पर आपको नैतिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके अलावा जिस क्षण आप कृंतको जैसे कि गिनी पिग्स पर जाते हैं उन सभी के लिए नैतिक मंजूरी की जरूरत पड़ेगी तो आपको किस तरह की नैतिक मंजूरी की जरूरत होगी तो जब कभी हम जीवित जंतुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं या आप जानते हो जीवित जंतुओं से प्राइमरी कल्चर करना तो यह सभी बिंदु उस भूमिका में आएंगे बलिदान का तरीका रूट कैलचेज अथवा कैडेवर डिस्पोजल और सबसे महत्वपूर्ण वह सभी इसके अंतर्गत आते हैं आपके पास एक नैतिक मंजूरी होनी चाहिए तो आप अनुभव करते हैं इसके बहुत पहले कि मैं इस विषय पर सही चीज बोलूं कि एक प्रयोगशाला का विन्यास कैसा होगा वहां पर अन्य चीजें हैं जिसे व्यक्ति को ध्यान में रखना है तो यहां पर हम जारी रखेंगे हम अपने जानने की यात्रा फिर से शुरू करेंगे कि कौन सी सभी बुनियादी पूर्वापेक्षाएं व्यक्ति को लेनी है इससे पहले व्यक्ति एक अत्याधुनिक सुविधा को विकसित करने के बारे में सोचें तो इस पर अनुबद्ध रहते हुए इस पर विचार करें और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद